तो इस पाठ्यक्रम के तीसरे सप्ताह में वापस स्वागत है पिछले सप्ताह में जहाँ हमने भाषा मॉडलिंग के बारे में चर्चा कर पाठ्यक्रम समाप्त किया था हमने भाषा मॉडलिंग के आधार के बारे में बात की फिर हमने इस बारे में बात की कि भाषा के मॉडल का मूल्यांकन कैसे किया जाए और फिर हमने स्मूथिंग के विषय पर बात की थी इसलिए हमने जो सरल तरीका पर चर्चा की थी मेरी एडवांस्ड स्मूथिंग क्या है जहां मैं प्रत्येक व्यक्ति की गिनती में एक जोड़ देता हूं और उसके अनुसार मैं अपने डेनोमिनेटर में कुछ नॉर्मलाईजेशन करता हूं और हमने यह कहकर जोड़ा कि K पर कुछ सरल परिवर्तन संभव हैं मैं प्रत्येक शब्द में एक समान वजन जोड़ने के बजाय यूनीग्राम को पहले स्मूथिंग कर सकता हूं उस शब्द पर इस शब्द की प्रोबाबलिटी के आधार पर उस शब्द की संभावना पर निर्भर करता है और यह कि हम चर्चा कर रहे थे कि प्रत्येक बाइग्राम में एक समान गिनती जोड़ने से बेहतर काम हो सकता है वहां हमारे पास कुछ निश्चित पैरामीटर थे जैसे कि विभिन्न मॉडलों में K और M को चुनने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा तो सरल उत्तर होगा इसलिए कोई यूनिक वैल्यू नहीं है जिसे आप चुन सकते हैं मान लीजिए कि आपके पास कुछ डेटा है तो हम यह पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि K और M के किस वैल्यू के लिए आपको उस डेटा को आउट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका मिल रहा है और वह K और M को चुनने का एक संभव तरीका हो सकता है तो अब आज हम एडवांस्ड स्मूथिंग के अलावा कुछ और अलग एडवांस्ड स्मूथिंग की तकनीकों बारे में बात करेंगे इसलिए हम दो अलग अलग स्मूथिंग तकनिकों के साथ शुरू करेंगे जिन्हें गुड ट्यूरिंग स्मूथिंग और नेसर ने स्मूथिंग कहते है तो गुड ट्यूरिंग स्मूथिंग के उपयोग करने की क्या जरूरत है इसलिए में ये अनिवार्य रूप से यह जानना चाहता हूं कि उन शब्दों के लिए क्या संभावना होनी चाहिए जो मैंने अपने ट्रेनिंग डेटा में नहीं देखा है तो गुड ट्यूरिंग स्मूथिंग क्या कहती है तो आप उन चीजों के उपयोग का अंदाजा क्यों नहीं करते जो आपने ट्रेनिंग डेटा में एक बार देखी हैं आप उन चीजों के बारे में अंदाजा लगाते हैं जो हमने ट्रेनिंग डेटा में नहीं देखी हैं इसी तरह आपने जो भी दो बार देखा है वह आकलन करता है कि आप एक बार और उस तरह की चीजों को देखेंगे तो हम सिर्फ तीन बार प्रोबाबिलिटी मास को adjust करते हैं इसलिए जो चीजें दो बार देखी गयी है हम उसकी प्रोबलिटी का उपयोग उन चीजों के लिए करेंगे जो एक बार देखी गयी है और जो चीजें एक बार देखी गयी है हम उसकी प्रोबलिटी का उपयोग उन चीजों के लिए करेंगे जो एक बार भी नहीं देखी गयी है तो अभिप्राय यह है कि आपको उन चीजों की गिनती का उपयोग करना होगा जिन्हें हमने एक बार देखा है उन चीजों की गिनती के लिए जिन्हें हमने कभी नहीं देखा है तो इसके लिए पहले हम परिभाषित करते हैं कि फ्रिक्वेन्सी की फ्रिक्वेन्सी क्या है हमने पहले के व्याख्यानों में में भी इसका उपयोग किया हैं इसलिए हम यह तीन वाक्य लेते हैं मैं यहां हूं मैं कौन हूं मैं चाहूंगा इन वाक्यों से मैं फ्रिक्वेन्सी की फ्रिक्वेन्सी का निर्माण करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि कितने शब्द एक बार और कितने शब्द दो बार आ रहे हैं और इसी तरह आ रहे हैं इसलिए यदि आप यहां देखते हैं तो शब्द आई यहा तीन बार आता हैं एम दो बार होता है और अन्य चार शब्द एक बार आते हैं तो मेरी फ्रिक्वेन्सी की फ्रिक्वेन्सी क्या होगी मुझे पता चलेगा कि कितने शब्द एक फ्रिक्वेन्सी के साथ आते हैं तो वह मेरा N1 हैं तो यहाँ चार शब्द हैं जो केवल एक बार आते हैं तो N1 4 है अब आप देखेंगे कि कितने शब्द दो बार आते हैं तो कितने शब्दों में 2 की frequency होती है इसलिए मेरे पास N2 1 तथा N3 1 होगा इसलिए यह मेरी फ्रिक्वेन्सी की फ्रिक्वेन्सी है तो चार शब्द एक बार आते हैं एक शब्द दो बार आता है एक शब्द तीन बार आता है अब मैं गुड ट्यूरिंग तकनीक में इसका उपयोग कैसे करूँ तो क्या सुझाव है इसलिए इस बारे में हमने पहले चर्चा की थी इसलिए मैं n ग्राम की प्रोबेबिलिटी मास को फिर से रिअलोकेट करना चाहता हूं जो r1 बार ट्रेनिंग डाटा के n ग्राम्स में r बार आता है विशेष रूप से आप n ग्राम्स को देखना चाहते हैं जो 1 बार आता हैं उस n ग्राम्स की प्रोबेबिलिटी मास ज्ञात करने के लिए जो 0 बार आता है पर ये सब आप सामान्य तौर पर करते हैं तो n ग्राम जो कि r प्लस 1 बार होता है r समय के लिए उपयोग किया जाता है तो अब विशेष रूप से n ग्राम्स के लिए प्रोबेबिलिटी मास को फिर से विभाजित करें जो कि एक बार उन लोगों के लिए देखा गया था जिन्हें कभी नहीं देखा गया था तो अब हमें औपचारिक रूप से देखना चाहिए कि effective probability mass N की गिनती क्या होगी जो हमें इस गुड ट्यूरिंग अनुमान से मिलेगी तो आइए मान लें कि मैं चार शब्दों का पता लगाना चाहता हूं जो कि c बार आते हैं ऐसे शब्द जो c बार आते हैं गुड ट्यूरिंग अनुमान लगाने के बाद इफेक्टिव अड्जस्टेड काउंट क्या होगी अब हम इसे कैसे परिभाषित करते हैं तो क्या होगा मेरे प्रशिक्षण डेटा ट्रेनिंग डेटा में मेरे पास ऐसे शब्द होंगे जो शब्द शून्य बार आते हैं जो एक बार होते हैं N 0 होते हैं N 1 शब्द जो दो बार आते हैं N2 होते हैं और इसी तरह होते हैं तो N 2 संख्या जो दो बार होती है उसी प्रकार अब N c शब्द हैं जो c बार और N c 1 शब्द c 1 बार आते है अब मैं खोजना चाहता हूं कि मैं गुड ट्यूरिंग का उपयोग शब्दों के लिए गिनती का अनुमान लगाने के लिए करना चाहता हूं जो कि c बार आते हैं इसलिए यह कहा जाए कि हम इस probability mass का उपयोग करेंगे और इन शब्दों को देंगे अब हम कैसे वितरित करें तो क्या संभावना है कि उन शब्दों की probability mass क्या होगी जो कि c प्लस 1 बार आते है तो अब मान लें कि कुल में N शब्द या nth बाइग्राम्स हैं तो अब हम सामान्य रूप से कह सकते हैं कि उन probability mass उन बाइग्राम्स या n ग्राम के लिए क्या होंगी है जो c प्लस 1 बार आते हैं आप देखते हैं कि कितने एन ग्राम हैं N c 1 अलग अलग एन ग्राम हैं तो उनके लिए probability mass क्या होगा यह N c प्लस 1 गुना c प्लस 1 N ग्राम की कुल संख्या से विभाजित होंगा है जो N हैं जो कि probability mass है हां और यह मैं उन शब्दों को वितरित कर रहा हूं जो c बार हो अब कितने शब्द हैं N c शब्द हैं तो क्या संभावना है कि उनमें से प्रत्येक N c द्वारा विभाजित हो जाएगा हां इसलिए यह probability mass है कि उनमें से प्रत्येक का होंगा अब प्रभावी गिनती क्या होगी याद रखें कि हम केसे प्रभावी गणना c star को परिभाषित करते हैं जैसे कि अगर I को N द्वारा विभाजित किया गया तो यह मुझे एक वही probability देगा जिससे मुझे पता चलेगा कि c स्टार बराबर c प्लस 1 गुड़ित N c प्लस 1 विभाजित N c द्वारा है और यही हमने यहां लिखा है तो N c सामान्य रूप से n ग्राम है जो बिल्कुल सी शब्दों के कॉर्पस जेसा देखा है इसलिए इस परिभाषा का उपयोग करके मैं यह पता लगा सकता हूं कि कॉर्पस में N c संख्या के किसी भी शब्द के लिए प्रभावी गणना क्या है इसलिए हमने जो देखा है तो यह शब्दों की प्रॉबबिलिटि है कि जो कि हमे c टाइम्स c star n में होना चाहिए हां c स्टार कुछ भी नहीं है लेकिन यह प्रभावी n ग्राम गणना है अब उन शब्दों के बारे में क्या जो उन सभी में नहीं देखा जाएगा जो कि वे शब्द हैं जो या जब भी मैं यहां शब्द कह रहा हूं तो इसका मतलब है सामान्य शब्दों में N शब्द हैं तो n ग्राम्स के बारे में क्या है जो डेटा में बिल्कुल भी नहीं होता है इसलिए मेरी परिभाषा से मैं probability mass का उन शब्दो पर उपयोग करुंगा जो एक बार देखे गए हैं तो probability mass क्या होगा तो परिभाषा के अनुसार N 1 शब्द हैं जो एक बार देखे गये थे इसलिए उनमें से प्रत्येक एक बार आता है तो संभावना मास क्या है यह N 1 विभाजित N है और हा यह probability mass मैं उन शब्दों को दूंगा जिन्हें 0 बार देखा गया था अब आपके पास यह सवाल हो सकता है कि इनमें से प्रत्येक को कितना मिला हम प्राप्त करेंगे तो यह probability mass शब्द n ग्राम के हैं जो कॉर्पस में नहीं होते हैं जो हमें मिलेगा लेकिन व्यक्तिगत रूप से इनमें से प्रत्येक को कितना मिलेगा इसलिए यदि आप केवल n ग्राम संख्या को विभाजित कर सकते हैं जो कि कॉर्पस में नहीं हुई थी इसलिए हम कुछ उदाहरणों द्वारा देखेंगे कि हम इस मूल्य का अनुमान कैसे लगा सकते हैं इसलिए अगर मेरी गिनती 0 है तो चीजों के लिए गुड ट्यूरिंग अनुमान है कि फ्रेक्वेंसी c के लिए जब c 0 N 1 by N है जिसे हमने अभी देखा है इसलिए यह एक effective probability mass है जो मैं सभी n ग्राम शब्द को दूंगा जो ट्रेनिंग डेटा में नहीं थे तो यह मुझे उन शब्दों के लिए probability का अनुमान लगाने के अच्छे तरीके देता है जो मेरे ट्रेनिंग डेटा में नहीं थे अब कुछ जटिलताएँ हैं जो आपको इस गुड ट्यूरिंग तकनीक को लागू करते समय हो सकती हैं तो एक छोटे c के लिए आम तौर पर आप देखेंगे कि Nc Nc प्लस 1 से अधिक है जो कि एक c वाले शब्दों की संख्या की फ्रेक्वेंसी c प्लस 1 वाले शब्दों की संख्या से अधिक है इसलिए याद रखें कि एम्पेरिकल नियम जो बताता है कि एक ऐसा कानून है संदर्भ समय 1034 कि कोई एक यूनिवरसल संबंध है तो यह आम तौर पर अच्छा है लेकिन यह तब हो सकता है जब हम बहुत अधिक फ्रेक्वेंसीयों पर जाते हैं कुछ उच्च फ्रेक्वेंसी निश्चित रूप से निरीक्षण नहीं कर रहे हैं इसलिए यह संभव है तो हम सामान्य रूप से क्या करते हैं इसलिए जब हम बहुत सारे k's या c's के लिए उच्च और उच्च फ्रेक्वेंसीयों पर जाते हैं तो हम इसे कुछ प्रकार के बेस्ट फिट पावर नियम के साथ बदल सकते हैं और हम कुछ नर्मलाइजेशन करेंगे इसलिए प्रत्येक k के लिए ऐसा करने के बजाय मैं वास्तव में इसे बस फिट कर सकता हूं इसलिए मेरे पास N1 N2 और इसी तरह है और जब मैं हायर वैल्यूस पर जाता हूं तो मैं बस किसी प्रकार के पावर नियम को फिट करता हूं और ऐसा इसलिए होता है ताकि इसे नॉर्मलाइस्ड किया जा सके और मुझे एक ही probability mass प्राप्त होगा जो 1 है इसलिए पावर नियम को इस तरह फिट कर सकते है सामान्य तौर पर इसलिए विभिन्न टूलकिट्स में जो आप बहुत ही इस पद्धति का उपयोग कर सकते हैं वे इसे k की कुछ मूल्यों के लिए करते हैं k के कुछ मानों को जोड़ते हैं शायद k 5 या 10 के बराबर है फिर वह सूत्र जो हमने पढ़ा हैं उसे उसे पुनः समायोजित किया जा सकता है लेकिन मूल सिद्धांत वही है जो हमने यहां देखा है तो अब मान लीजिए कि आप गुड ट्यूरिंग स्मूथिंग विधियों को कॉर्पस के लिए लागू करते हैं जैसे AP नेस्वायर अका दमिक प्रेस समाचार जैसे 22 मिलियन शब्द हैं और इसलिए आप अलग अलग गणनाओं के लिए देख रहे हैं कि गुड ट्यूरिंग अनुमान क्या है जो देखा गया था यह bigrams के लिए है तो आप टेबल में क्या देख रहे है बाइग्राम्स जो 0 बार आ रहा हैं उसकी गुड ट्यूरिंग अनुमान 00000270 था 1 के लिए 0446 दो बार के लिए 0126 हैं अब तो मैं वास्तव में यह संख्या 00000270 कैसे प्राप्त करूं तो हम बस जल्दी कर सकते हैं तो उन शब्दों के लिए याद रखें जो शून्य बार आने वाले शब्द की कुल संभावना क्या है जो हम उन्हें N1 को N से विभाजित करके संभावना प्राप्त कर रहे हैं अब सिंगल शब्द की क्या संभावना क्या है तो आपने N0 से गुणा किया N0 बाइग्राम्स की संख्या है जो शून्य बार आती है प्रभावी गणना क्या होगी प्रभावी गणना इस N को हटा देंगा तो यह N1 N0 से विभाजित होगा अब N1 क्या है इसलिए आपको यह पता लगाने की आवश्यकता है कि कितने बाइग्राम्स 1 बार मे आते हैं हा ये आप ट्रेनिंग डेटा से पा सकते हैं कि आप कैसे N0 पाते हैं कि कितने बाइग्राम्स मेरे डेटा में नहीं आया हैं अब यदि आपको शेक्सपियर कॉर्पस से याद होगा तो हम कैसे पता लगाते हैं कि कितने बिग्राम्स बिल्कुल नहीं पाए जाते थे इसलिए हमें यह देखने की जरूरत है कि मेरी शब्दावली का आकार क्या है अलग अलग यूनीग्राम क्या हैं मान लीजिए कि मेरी शब्दावली V के आकार में है जो कि मेरी यूनीग्राम्स की संख्या है तो कितने बाईग्राम्स संभव हैं V के वर्ग के बाईग्राम्स संभव हैं तो वास्तव में कितने हुए मान लीजिए कि मुझे पता है कि इसमें से कुछ N b बाईग्राम्स मेरे कॉर्पस में प्रयुक्त हुए तो V स्क्वायर माइनस N b मुझे उन बाईग्राम्स देता है जो मेरे कॉर्पस में बिल्कुल नहीं थे तो यह मेरी N 0 संख्या के बाईग्राम्स है जो मेरे कॉर्पस में प्रयुक्त नहीं हुई थी तो यह मान जो मुझे प्राप्त हुआ है जो कि N1 बाईग्राम्स संख्या जो कि जो कि एक बार V स्क्वायर माइनस N b से विभाजित होता है N b कुल बाईग्रामो की संख्या है तो यह अद्वितीय बाईग्राम्स है जो मेरे कॉर्पस में पाए जाते है अब इस तालिका से आपके पास अन्य क्या अवलोकन हो सकता है इस तालिका को देखते समय 0 और 1 के लिए यह अलग है लेकिन एक बार जब आप 2 से देखना शुरू करते हैं तो आपने क्या पैटर्न देखा है आप देखते हैं कि अधिकांश प्रभावी गणनाएं मूल गणना माइनस से 075 जैसे कुछ मान हैं तो आप इन सभी को एक मोटे तौर पर मूल मान माइनस 02 से 75 तक देखते हैं इसलिए अब मैं सिर्फ c माइनस 075 का उपयोग क्यों नहीं करता हूं शायद यह प्रारंभिक दो घटकों को एक अलग मूल्य देता है जो व्यवहार में भी किया जाता है तो इसे पूर्ण छूट कहा जाता है जो कि हम आगे देखेंगे तो आइडिया यह है कि मैं प्रत्येक बाइग्राम से 075 या कुछ डी को क्यों नहीं घटाता हूं जो घटित होता है एक या अधिक बार और कुछ प्रारंभिक बाइग्राम के लिए मेरे पास एक या दो अलग अलग d कि वैल्यू हो सकते हैं और इसे पूर्ण छूट की विधियां कहा जाता है और आप शायद मेरी यूनिग्राम संभावना के साथ अनुमान लगा सकते है जिसे हमने आखिरी व्याख्यान में एक बेहतर अनुमान देने के लिए देखा था हाँ इसे लिनियर इंटरपोलेशान विथ द यूनिग्राम प्रॉबबिलिटि की एब्सोलुट डिस्कौंटिंग मेथोड कहा जाता है और यही वह सूत्र है जो हमने यहाँ लिखा है तो यह है कि मैं प्रत्येक बाईग्राम्स गणना से किसी प्रकार की छूट प्राप्त कर रहा हूं हां साथ ही मैं इसे अपने यूनिग्राम प्रॉबबिलिटि के वजन में कुछ लैंबडा Wi माइनस 1 अनुमान कर रहा हू मुझे यहां वजन की आवश्यकता क्यों है ताकि जब मैंने यह संभावना देखी हो प्रत्येक व्यक्ति के लिए पूर्ण छूट wi ओर wi माइनस 1 दिया गया है यह 1 तक बढ़ेगा इसीलिए मुझे किसी प्रकार के कोंस्टंट नार्मलाइजेशन की आवश्यकता है जो सुनिश्चित करेगा कि यह 1 तक बढ़ जाएगा इसलिए हम 1 और 2 नंबर के लिए संभवतः d के कुछ मान रख सकते हैं और अन्यथा मैं इन विशेष interpolation विधियों का उपयोग कर सकता हूं अब यही कारण है कि हमारे अन्य advanced smoothing मॉडल का उपयोग करते है जो हमारे नेसर ने स्मूथिंग तरीके थे तो वह क्या है तो यह है कि क्या हम नियमित यूनीग्राम का सही उपयोग बेहतर तरीके से कर सकते हैं इसलिए जब हमने पहली बार एक simple advanced smoothing के साथ शुरुआत की तो हम प्रत्येक विशेष n ग्राम यूनिफ़ोर्म के लिए एक समान वजन दे रहे थे तब वे आगे बढ़ने से पहले unigram के लिए चले गए हमने कहा कि हम समान रूप से क्यों देते हैं हम उन शब्दों को अधिक वजन देते हैं जो मेरे कॉर्पस में अधिक बार होते हैं अब हमने देखा है कि इससे भी बेहतर किया जा सकता है और यही कारण है कि हम नेसर नी स्मूथिंग आइडिया देखेंगे तो आइडिया क्या है तो फिर से जानें कि हम शैनन गेम में जाएं मान लीजिए इस वाक्य पर मैं बिना पढ़े नहीं देख सकता हू और इस रिक्त स्थान को भरना है और मान लीजिए कि संभावनाएं चश्मा और फ्रांसिस्को हैं और हम सभी कहेंगे कि मुझे यहां चश्मा भरना चाहिए अब एक परिस्थिति को लेंते हैं जहां मेरे ट्रेनिंग डेटा में ना तो चश्मा और फ्रांसिस्को पढ़ने में नहीं आता हैं अब यदि मैं पिछले मॉडल का उपयोग करता हूं तो मैं क्या करूंगा चश्मे और फ्रांसिस्को के बीच भरने की संभावना उनके यूनीग्राम संभावनाओं पर निर्भर करेगी और मान लीजिए कि यह आपका कुछ कॉर्पस से मेरा डेटा है तो मुझे पता चलेगा कि फ्रांसिस्को की संभावना चश्मे की संभावना से अधिक है जो बहुत अच्छी तरह से हुई है और इसका मतलब है मैं इसे भरने के लिए जोड़ूंगायहां फ्रांसिस्को सही शब्द सही विकल्प नहीं है तो क्या हम उनकी यूनीग्राम संभावनाओं का उपयोग करने की तुलना में कुछ बेहतर कर सकते हैं जो कि नेसर नी स्मूथिंग का आइडिया है तो फ्रांसिस्को मेरे डेटा में चश्मे की तुलना में अधिक सामान्य है लेकिन क्या मैं इस आइडिया का उपयोग जो कि मेरे डेटा मे हैं जब भी फ्रांसिस्को दिखाई दे जो कि सैन के बाद आता हैं इसमे सैन फ्रांसिस्को ही होता है जब कि दूसरी ओर जब भी मैं चश्मा देखता हूं यह कई अलग अलग शब्दों के बाद होता है तो यह आभास है जो मैं देख रहा हूँ एक शब्द दिया गया है जो अन्य शब्द हैं जो इसके साथ आते हैं इसलिए यहां अगर मैं फ्रांसिस्को को शब्द के रूप में लेता हूं तो यह शायद केवल एक शब्द के सेन साथ होता है लेकिन चश्मा कई अन्य शब्दों के साथ होता है यह अलग अलग शब्दों के साथ हो सकता है तो दोनों चश्मे दस अलग अलग शब्दों के साथ होते हैं और फ्रांसिस्को केवल एक अलग शब्द के साथ होता है तो इसका मतलब क्या है यदि कोई शब्द कई अन्य शब्दों के साथ होता है इसका अर्थ है यह इस विशेष बाइग्राम्स को पूरा करने की अधिक संभावना है जो हम अभी देख रहे हैं इसलिए पढ़ना पढ़ने के बाद एक शब्द होने की अधिक संभावना है अगर यह पहले से ही कई अन्य बाइग्राम्स को पूरा कर चुका है इसलिए यदि इसका उपयोग आमतौर पर ओर कई अन्य शब्दों के साथ बाइग्राम्स में किया जाता है तो यह फ्रांसिस्को के साथ नहीं होगा क्योंकि फ्रांसिस्को सेन के बाद ही उपयोग किया जाता है इसलिए एक नया संदर्भ देते हुए शायद सैन फ्रांसिस्को अच्छा विकल्प नहीं है लेकिन चश्मा कई ओर अन्य अलग अलग शब्द हैं इसलिए पूरी तरह से पढ़ने के बाद यह निष्कर्ष हैं के चश्मा फ्रांसिस्को की तुलना में बेहतर विकल्प है औपचारिक रूप से इस पद्धति ने इस अंतर्ज्ञान का उपयोग कैसे किया इसलिए इस शब्द की सरल probability का उपयोग करने के बजाय प्रत्येक संभाव्यता निरंतरता शब्द का उपयोग करे ताकि इस शब्द को नॉवेल कंटीनुयाशन प्रकट होने की संभावना हो novel continuation से मेरा क्या तात्पर्य है कि एक बाइग्राम या n ग्राम को पूरा करने की कितनी संभावना है तो मुझे प्रॉबबिलिटि कैसे पता चलेगी तो प्रत्येक के लिए इस probability को खोजने के लिए शब्द जैसा कि हमने कहा कि हमें बाइग्राम्स के प्रकार की गिनती करनी है अंतिम शब्द के रूप में कितने बाइग्राम्स होते है अब प्रत्येक बाइग्राम के लिए जब भी पहली बार ऐसा होता है तो यह एक novel continuation की तरह था इसलिए हमारे यहां novel continuation की प्रॉबबिलिटि से यही तात्पर्य है कि यह कितनी बड़ी पूर्णता है तो यह सरलता से होगा यह उन बड़ी संख्याओं के अनुपात में होगा जो इसे पूरा कर रही है तो यहाँ कितने w i माइनस 1 हैं जैसे कि मेरे कॉर्पस में w के बाद होता है तो यह continuation की probability है यह वही बात है बाइग्राम के प्रकारों की संख्या की कंटीनुयाशन की प्रॉबबिलिटि क्या होंगी है जो इसे पूरा करने पर निर्भर होना चाहिए अब मुझे इसे कैसे नोर्मलाइस करना चाहिए हां मैं प्रत्येक शब्द के लिए कॉर्पस में यह संभावना ढूंढना चाहता हूं तो यह बाइग्राम के प्रकारों की संख्या के अनुपात में है जो इसे पूरा करता है इसलिए मुझे यह पता लगाना चाहिए कि प्रत्येक बाइग्राम्स कितने प्रकार के होते हैं जो प्रत्येक शब्द को पूरा कर रहे है इसलिए यह कुल बाइग्राम्स प्रकारों के योग के बराबर होंगा जो कुल बाइग्राम्स प्रकारों के योग के बराबर नहीं हैं इसलिए यहां भी हम केवल प्रकारों को ले रहे हैं हम कितने अलग अलग बाइग्राम्स को पूरा कर रहे हैं इसलिए मैं इसे सभी संभव बाइग्राम्स का उपयोग करके नोर्मलाइस करूंगा इसलिए यहाँ पर सभी संभावित बाइग्राम्स हैं क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि गिनती 0 से अधिक है मेरे प्रशिक्षण डेटा में मैंने कितने बाइग्राम्स के प्रकार देखे हैं तो यह मुझे शब्द w की probability continuation देगा इसलिए एक बार जब मुझे यह संभावना मिल जाती है तो मैं अपने पुरानी पद्धति unigram prior based absolute discounting पर वापस जा सकता हूं और p w i को p continuation w i से बदलूंगा और वह मेरा नेसर ने स्मूथिंग मॉडल है इसलिए मैंने स्मूथिंग के लिए यूनीग्राम प्रीओर्स का उपयोग करने के बजाय नेसर ने स्मूथिंग का उपयोग continuation probability द्वारा किया इसलिए अगर फ्रांसिस्को शब्द सेन के एक संदर्भ में आ रहा है तो continuation probability कम होंगी तो यह नेसर ने स्मूथिंग के साथ एक मॉडल देगा आप देख रहे हैं कि ये सभी समान हैं और यह वही है जो अब p w i के बजाय p continuation w i पर रखा जाता है हम पिछली स्लाइड से प्राप्त करते हैं जो भी हमने पिछली स्लाइड में सूत्र लिखे हैं जो मुझे यह p continuation w i देगा तो अब यहाँ यह एक प्रश्न है कि हम पहले के उदाहरण में भी डिस्कस करते हैं कि हम लैम्ब्डा w i माइनस 1 कैसे पाते हैं तो मैंरा यहा क्या मतलब हैं मेरा संकेत यह था कि लैम्ब्डा w i माइनस 1 ऐसा होना चाहिए कि w i का योग k n स्मूथिंग के उपर दिये हुए w i माइनस 1 के सभी के लिए w n की शब्दावली में 1 हो तो अब आप इसे एक साधारण अभ्यास के रूप में लेते हैं मान लीजिए कि मैं यह जानना चाहता हूं कि इस विशेष सूत्र के लिए लैम्ब्डा डब्ल्यू आई माइनस 1 का मूल्य क्या होगा और आप मान सकते हैं कि d 0 और 1 के बीच है इस विशेष मामले के लिए लैम्ब्डा की वैल्यू क्या है लैम्ब्डा डब्ल्यू आई माइनस 1 जो मुझे मिलेगा इसलिए उत्तर भी इस स्लाइड पर है तो आपको लैम्बडा डब्ल्यू आई माइनस 1 मिलेगा इसलिए यह पता लगाने की कोशिश करें कि क्या मुझे सभी शब्दों के लिए संभावनाओं के योग को लगातार पूरा करना है 1 को जोड़ना चाहिए उसके लिए लैम्ब्डा की वैल्यू क्या है जो मैं समाप्त करता हूं इससे आपको यह विशेष वैल्यू मिलेगी इसलिए गुड ट्यूरिंग और नेसर एन स्मूथिंग के इन दो मॉडलों के अलावा अन्य स्मूथिंग मॉडल हैं जिनका आप उपयोग करने में सक्षम हो सकते हैं इसलिए एक सरल आइडिया हैं एक नए स्मूथिंग मॉडल का उपयोग करने के बजाय हम विभिन्न मॉडलों को क्यों नहीं जोड़ते हैं इसलिए याद रखें कि हम हमेशा कहीं न कहीं ऐसा कर रहे हैं तो आप बाइग्राम्स की गणना कर रहे हैं मैं यूनिफ़ोर्म की प्रॉबबिलिटि का उपयोग करने की कोशिश कर रहा था यूनिग्राम प्रिओर स्मूथींग के लिए अब मैं इस आइडिया को सरल कर सकता हूं मान लीजिए मुझे ट्राइग्राम प्रॉबबिलिटि का पता ट्राइग्राम भाषा मॉडल से करना चाहता हू अब अपने डेटा से मैं MLE का उपयोग करते हुए ट्राइग्राम भाषा मॉडल की संभावनाओं बाइग्राम्स और यूग्रीग्राम की गणना कर सकता हूं क्या मैं अपने ट्रायग्राम्स भाषा मॉडल को खोजने के लिए इन विभिन्न प्रॉबबिलिटि मॉडल को बेहतर ढंग से कम्बाइन करने का प्रयास कर सकता हूं तो वास्तव में दो बहुत बहुत लोकप्रिय तरीके हैं जिनमें यह किया जा सकता है एक को इंटरप्रिटेशन बेस्ड मेथोड कहा जाता है दूसरे को पिछला भाषा मॉडल कहा जाता है तो हम बस कुछ सरल अंतर्ज्ञान देखेंगे कि इसे एक साथ कैसे जोड़ा जा सकता है इसलिए जैसा कि हमने देखा है कि मैंने अपने N ग्राम मॉडल की अपनी N पावर में वृद्धि की है तो मुझे कम विकलता मिलती है ओर मुझे बेहतर विकलता मिलती है इसका मतलब यह है कि बड़ा N लेने पर मॉडल ज्यादा अच्छा हो जाता है लेकिन क्या समस्या होती है कि अगर मैं बड़ा N लेता हूं तो याद रखें कि हमने यह सब क्यों किया है क्योंकि जब मैं बड़ा N ले रहा हूं तो डेटा अधिक से अधिक विरल हो जाता है तो कई वास्तविक N ग्राम 0 बन जाते हैं संभावना भी 0 बन जाती है तो एक तरफ उच्च N ग्राम बेहतर है और दूसरी तरफ एक ट्राइग्राम मॉडल बेहतर है बहुत बहुत विरल है तो क्यू ना मैं उन दोनों चीजों का लाभ नहीं उठा सकता जब भी मेरे पास डेटा होता है तो मैं एक उच्च क्रम N ग्राम मॉडल लेता हूं लेकिन जब भी मेरे पास डेटा नहीं होता है तो मैं निम्न N ग्राम मॉडल का उपयोग करने का प्रयास करता हूं इसलिए मैं उस एकल मॉडल को एकरूपता के साथ करता हूं इसलिए इन मॉडल का मूल विचार हम देखेंगे तो अब सामान्य दृष्टिकोण से कई N ग्राम मॉडल को जोड़ कर एकल मॉडल प्राप्त किया जा सकता है जो बड़े N ग्राम मॉडल का लाभ भी ले सकता है लेकिन इसमे विरलता की समस्या से बचा जा सकता तो यह है कि कुछ मामलों में कम संदर्भ का उपयोग करने में मदद मिल सकती है जब भी आपको बड़े डेटा बड़े संदर्भ के बारे में जानकारी नहीं होती है तो हम मान लेंगे कि मैं एक ट्रायग्राम भाषा मॉडल की गणना कर रहा हूं इसलिए मुझे wi को wi माइनस 1 wi माइनस 2 देंगे जब भी मैंने अपने प्रशिक्षण डेटा में यह ट्राइग्राम होता है तब मैं अपने MLE के लिए probability का उपयोग करूँगा लेकिन अगर यह मेरे प्रशिक्षण डेटा में नहीं होता है तो मैं अपने बाइग्राम भाषा मॉडल को वापस कर दूंगा इसका मतलब है कि जब भी w i माइनस 1 w i की संख्या 0 से अधिक होगी मैं दोबारा बाइग्राम में जाऊंगा मान लीजिए कि यह भी 0 है तो मैं यूनीग्राम जाऊंगा यह back off language model का आइडिया है इसलिए यदि आपके पास अच्छे सबूत हैं तो आप ट्रायग्राम में जाते हैं अन्यथा आप बाइग्राम में जाते हैं अन्यथा आप यूनीग्राम जाते हैं दूसरी ओर आप प्रक्षेप तीनों की गणना करते हैं और सिर्फ प्रक्षेप करते हैं और फिर आप एक साथ मिलकर इनको मिलाने का प्रयास करते हैं तो आइए देखते हैं कि बैक आफ भाषा के मॉडल क्या करेगा तो विचार यह है कि मैं एक ट्राईग्राम मॉडल की गणना कर रहा हूं जिसमें wi को मैंने wi माइनस 2 wi माइनस 1 दिया है तो यह पिछले शब्द है और यह पिछले शब्द से पहले है इसलिए यदि मेरे पास Wi माइनस 2 wi माइनस 1 wiकी गणना नहीं है तो मान लीजिए यह 0 है तो मैं प्रॉबबिलिटि wi दिए गए मे wi माइनस 1 का उपयोग करता हूं अब मान लीजिए कि wi माइनस 1 wi भी 0 है तो आप प्रॉबबिलिटि wi के लिए जाएँगे अब इसलिए आप कुछ समस्याओं को जोड़ सकते हैं कि मैं अंतिम संभावना वितरण को कैसे सामान्य करूं जो मुझे मिलेगा तो यह एक विशेष सूत्र है जो आप उपयोग कर सकते हैं तो इस ट्राईग्राम मॉडल के लिए वापस मैं wi माइनस 2wi माइनस 1 P hat है wi माइनस 2 wi माइनस 1 दिया जाता है यदि गिनती 0 से अधिक है अब P Hat क्या है यह वास्तव में मेरे अधिकतम संभावना अनुमान के समान है जो आपको मिलेगा लेकिन इसे वहां से घटा दिया गया है इसलिए कुछ probability mass को वहां से दिखाया गया है इसलिए वहां यह तब होता है जब इसे अन्य गणनाओं के लिए दिया जा सकता है हमें इसकी आवश्यकता क्यों है कि मान लें कि आप इस ट्राइब्राम बैक ऑफ प्रॉबबिलिटि मॉडल की गणना कर रहे हैं तो सामान्य तौर पर आप इसे wi माइनस 2 wi माइनस 1 के बाद कर रहे हैं आप विभिन्न शब्दों के लिए खोज रहे हैं W 1 W 2 W 3 माना यह तीन बार होता है यह दो बार होता है यह 0 बार होता है तो अब एक बार MLE विधि अनुमान का उपयोग करें इसमें 3 की 5 की संभावना होगी यह मेरे पास 2 से 5 की संभावना है मान लें कि कोई अन्य बाईग्राम नहीं है और इसकी संभावना 0 है और आप संभावना का उपयोग करने के लिए बैक ऑफ का उपयोग करना चाहते हैं तीन का उपयोग करने के लिए wi माइनस 1 दिया गया है लेकिन यहाँ पर probability mass को 1 तक जोड़ रहा है तो आप बाईग्राम संभावना का उपयोग कैसे कर सकते हैं तो इसके लिए आपको इन दो मूल्यों में से कुछ मास को कम करना पड़ सकता है इसीलिए हम P hat लिख रहे हैं और ऐसे विभिन्न तरीके हैं जिन्हें आप कम कर सकते हैं इसलिए हम किसी को सरल उदाहरण देंगे जिसे हम इसे कुछ सिम्पल कोंस्टंट से कर रहे हैं आप कुछ सिम्पल कोंस्टंट को कम कर रहे हैं लेकिन यह आनुपातिक भी हो सकता है आप कुछ को गुणा कर सकते हैं संदर्भ समय 3135 तो आप ले लेंगे कि मेरा P Hat है यह मेरे MLE अनुमान से कम संभावना का मान है तो अब यदि गिनती 0 से अधिक है तो मैं P Hat लेता हूं यदि गिनती 0 के बराबर है तो मुझे पिछले का उपयोग करना होगा जो मुझे बाईग्राम मॉडल से वापस करना है तो मुझे अनुमान का उपयोग केरना है w i को wi माइनस 1 दिया गया और यहीं पर मैं इस मॉडल को वापस करता हूं लेकिन यह दिलचस्प है कि आप यहां क्या देख रहे हैं तो यह एक recursive परिभाषा है जिसका उपयोग मैं wi को दी गई wi माइनस 1 की संभावना से कर रहा हूँ और मैं यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ निरंतरता के साथ फिर से गुणा कर रहा हूं कि probability mass 1 तक बढ़ जाता है इसलिए recursive परिभाषा इसलिए हम probability wi को दिए गए wi माइनस 1 को कैसे परिभाषित करते हैं फिर से यह है कि P Hat दी गई wi माइनस 1 यदि गिनती है 0 से अधिक और P Hat W n यदि गिनती 0 के बराबर है तो मुझे लगता है कि यह मदद करेगा यदि आप एक सरल उदाहरण लेते हैं और यह देखने की कोशिश करते हैं कि हम वास्तव में इस परिभाषा का उपयोग बैक ऑफ संभावनाओं की गणना कैसे करते हैं तो हम एक उदाहरण लेते हैं इसलिए यहाँ हम एक कॉर्पस ले रहे हैं जहाँ हमारे पास केवल चार शब्द a b c और d हैं और यह एक डेटा है जो प्रदान किया गया है तो यह डेटा क्या है तो यह बता रहा है कि ए ab के बाद कितनी बार होता है यह चार बार आता है वही दूसरी ओर बी ab के बाद शून्य बार आता है c ab के बाद शून्य बार आता है इसी तरह ए बी के बाद ५ बार होता है बी के बाद बी ३ बार आता हैं सी बी के बाद 0 बार आता है और साथ ही प्रत्येक शब्द ए 8 बार बी ९ बार सी 8 बार तथा d बार 7 बार आता है अब इस डेटा को देखते हुए आपको w n माइनस 1 दिया हुआ हैं और आपको w के probability मॉडल का बैक ऑफ प्रॉब्लम गणना करने के लिए कहा जाता है जहाँ पिछला शब्द b है और पिछले से पिछले शब्द a है और आपने यह भी बताया है कि आप पी हैट के लिए इस सरल परिभाषा का उपयोग कर सकते हैं जो कि पी एक्स माइनस 1 बाय 8 है मान लीजिए मैं इसका उपयोग करना चाहता हूं ताकि बैक ऑफ प्रॉबबिलिटि डिस्ट्रीब्यूशन का पता लगाया जा सके इसलिए यह संभव नहीं है लेकिन शब्द के वापस होने की संभावना है a और b दिया a पिछले के पिछले शब्द के लिए है और b पिछला शब्द है तो हमें वह करने की कोशिश करनी चाहिए तो मैं पता लगाना चाहता हूँ कि दिए हुए ए बी के लिए back off probability w का पता लगाना है तो यह w a b c और d होगा तो अभी मेरी टेबल से क्या गिना जाता है मैं यह देख रहा हूं इसलिए यह चार बार होता है यह शून्य बार होता है यह शून्य बार होता है यह शून्य बार होता है इसलिए back off probability की परिभाषा के अनुसार मैं कह सकता हूं कि यह probability पी हैट ए बी होगी क्योंकि गिनती 0 से अधिक है लेकिन यह लैम्बडा टाइम्स पिछले दो शब्दों ए बी होगा इसलिए यह लैम्ब्डा ए बी की probability को लगातार कम करता है इसलिए मैं दिए गए बी में बी की प्रॉबबिलिटि के लिए पिछले शब्द पर वापस जाऊंगा यह लैम्ब्डा बैक ऑफ c की प्रॉबबिलिटि पिछले शब्द b को दिया और यह लैम्ब्डा ए बी d की बैक ऑफ प्रोबबिलिटी बी होगा तो यह क्या कहता है कि अब आपको दिए गए b के लिए b की दिए गए c के लिए b की और दिए गए d के लिए b की बैक ऑफ प्रॉबबिलिटि निकालना होगा तो फिर से हम परिभाषा का उपयोग करते हैं इसलिए अब मैं w की back off probability दिए गए बी की गणना कर रहा हूं और w एक a b c और d के बराबर है अब ए 5 बार होता हैं बी 3 बार होता है सी 0 बार होता है डी 0 बार होता है तो मेरी परिभाषा के अनुसार यह पी हैट ए by बी होगी जो कि 5 बाय 8 होगी हां माइनस 1 बटा 8 होगी जो कि 4 बटा 8 होगी यह दिये हुए बी के लिए पी हैट बी बराबर 3 बटा 8 माइनस 1 बटा 8 जो की 2 बाय 8 होगा अब यह क्या होगा यह शून्य संख्या में होता है तो lambda of b बार यह c शायद P हैट c के unigram प्रॉबबिलिटि होगा अब यह क्या है हम अपने डेटा से देख सकते हैं कि पी हैट सी क्या है तो c a बार होता है हाँ और कुल संख्या इसलिए मेरी कुल संख्या क्या है यदि आप 32 तक जोड़ देंगे तो यह p c MLE बदलता रहता है इसलिए यह lambda b टाइम्स p c minus 1 by 8 p c 8 बाइ 32 हैं हां तो यह 8 बाई 32 1 बटा 4 माइनस 1 बटा 8 होगा जो कि लैम्ब्डा बी 1 से 8 गुना होगा इसी तरह डी 0 के बराबर है मैं लैम्ब्डा बी टाइम्स पी हैट डी लिख सकता हूं जो लैम्ब्डा बी है बार p d माइनस 1 बाइ 8 है जो कि लैम्ब्डा b टाइम्स पी डी है यहां 7 बाय 32 माइनस 1 बटा 8 था तो लैंबडा b होगा यह 7 माइनस 4 3 बटा 32 होगा तो मान लीजिए कि आपको ये वैल्यूस मिल गए हैं अब आप P w दिये हुए a b के लिए प्रॉबबिलिटि पर कैसे जाएंगे आपको सबसे पहले यह पता लगाना होगा कि इन दो मामलों c और d के लिए back off probabilities क्या है तो इसके लिए आप लैम्बडा बी की वैल्यू क्या है को परिभाषित करते हैं अब आप लैम्बडा बी कैसे पाते हैं यदि आप इसे नोरमालाइस करते है तो आप कहेंगे कि लैम्ब्डा बी 1 बाई 8 प्लस 3 बाय 32 प्लस 4 बाय 8 प्लस 2 बाय 8 मुझे 1 देना चाहिए राइट अगर आप सभी शब्दों पर योग करते हैं तो यह 1 होना चाहिए तो यह क्या है यह कहते हैं कि लैम्ब्डा बी टाइम 7 बाय 32 इस इक्वल टु 1 माइनस 6 बाय 8 के बराबर है जो कि 2 बाय 8 है तो लैम्ब्डा बी क्या है तो हम प्राप्त करेंगे आपको यह 8 बाय 7 मिलेगा इसलिए एक बार जब हम इस 8 को 7 में जोड़ते हैं तो इससे आपको यह संभावना 8 मिल जाएगी इसलिए आपको प्रॉबबिलिटि और यह प्रॉबबिलिटि भी मिल जाएगी तो आपके पास back off probability है अब इस back off probability यहाँ रखें और हमारे पास एक कोंस्टंट है कि आप इस कोंस्टंट को कैसे पाते हैं फिर से आपको इसे नार्मलाइजेशन करना होगा यह lambda a b टाइम्स इसका योग 1 के साथ आपको यह lambda a b और प्रॉबबिलिटि डिस्ट्रीब्यूशन भी देता है तो यही कारण है कि आप इस recursive परिभाषा को उपयोग करके back off probability distribution को वापस पाते हैं और आप लिनियर इंटेर्पोलेशन क्या करते हैं हमारे पास अलग अलग यूनिग्राम बाईग्राम ट्रायग्राम मॉडल हैं मैं उन्हें अलग अलग अनुपात में व्याख्या करने की कोशिश करता हूं तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं हमने एक ट्रायग्राम मॉडल बाईग्राम मॉडल यूनीग्राम मॉडल और अलग अलग अनुपात लैंबडा 1 लैम्ब्डा 2 लैम्ब्डा 3 की गणना की है इस तरह से उन्हें दिया जाता है ताकि वे 1 से जुड़ जाएं सामान्य तौर पर आप कंडीशनल लैम्ब्डा के संदर्भ में कर सकते हैं क्या आपका पिछला और पिछला का पिछला शब्द लैम्बडा उस पर निर्भर हो सकता है इसलिए यह वही समीकरण है जिसे छोड़कर अब लैंबडा संदर्भ के आधार पर है और अब प्रश्न यह हो सकता है कि मैं एक हेल्ड आउट कॉरपस का चयन कैसे करूं मैं अपने लैम्ब्डा का चयन कैसे करूं ताकि आप कहेंगे जैसा कि हम पहले कहते हैं कि आपके पास एक हेल्ड आउट कॉरपस होगा आपको पता चलेगा कि कौन से लैम्ब्डा आपको उच्चतम प्रॉबबिलिटि देता है और यह lambda आपकी स्मूथिंग के लिए उपयोग कर सकते हैं इसलिए हम भाषा मॉडल के अपने विषय को समाप्त कर रहे थे इसलिए हमने बहुत सी सरल स्मूथींग विधियों और कुछ एडवांस्ड स्मूथिंग विधियों को कवर किया और फिर अब हम अगले विषय पर जाएंगे इसलिए हम मोरफोलोजी के विषय के साथ शुरू करेंगे इसलिए यह विषय अगले व्याख्यान का होगा